ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोसेस होती है सिस्टम में प्रोसैस कोड्स के वह हिस्से होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है प्रोसेस से जुड़े हुए ऑपरेशन में प्रोसेस क्रिएशन एक महत्वपूर्ण भाग है इसका अर्थ है एक नई प्रोसेस को बनाना और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया प्रोग्राम या नयी सर्विस इसमें शुरू होती है इसे किसी ना किसी जगह से शुरू होना होगा हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यह प्रोसेस पहली प्रोसेस है जो हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं इसे इनिट के नाम से जाना जा सकता है इसे या किसी और शुरुआती प्रोसेस को प्रोसेस आईडेंटिफिकेशन मार्क पीआईडी आवंटित किया जाता है जिसकी वैल्यू एक के बराबर होती है हमने अपनी पिछली क्लास में पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस टेबल जैसी चीज मेंटेन करते हैं एक प्रोसेस टेबल को आप सूचियों का अरे मान कर चल सकते हैं जैसे कि मेरे पास यह सूची नंबर 1 है इसे मैं इनिट प्रोसेस के लिए मान लेता हूं और जैसे जैसे और अधिक प्रोसेस बनती रहेंगी इस प्रोसेस टेबल में इन्हें कोई जगह आवंटित कर दी जाएगी इस प्रोसेस टेबल में प्रोसेस का नाम होता है और दूसरा पीसीबी के लिए सूचक होता है अगर यह पहली प्रोसेस के लिए पीसीबी है तब इस टेबल में इस पीसीबी के लिए एक सूचक प्वाइंटरpointer होगा इसी प्रकार जब दूसरी प्रोसेस बनेगी उसके लिए भी एक पीसीबी होगा और एक प्वाइंटर होगा जो उसे उसके करेस्पोंडिंग पीसीबी की ओर पॉइंट करेगा यह पहली प्रोसेस के लिए पीसीबी है यह दूसरी प्रोसेस के लिए और इस प्रकार हमारे पास कई संख्या में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे और यह उस प्रोसेस टेबल से प्वाइंटर्स के साथ जुड़े हुए होंगे जो पहली प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाई जाती है उसे अक्सर हैंड क्राफ्टेड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है हालांकि इसमें हस्तशिल्प जैसा कुछ भी नहीं है परंतु यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा खुद से बनाई जाती है इसलिए इसे हैंड क्राफ्टेड बोलते हैं इसी प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस बुनी जाती है उदाहरण के लिए अगर मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम में दस अलग अलग टर्मिनल हैं एक बार जब यह शुरू हो जाता है तब यह उन 10 टर्मिनल को लॉगइन मैसेज फ्लैश करेगा परिणाम स्वरूप एक लॉगइन प्रोसेस बनेगीयह ऐसी ही एक लॉगइन प्रोसेस है जिसका पीआईडी नंबर 8415 है और यह इस सिस्टम की सारी प्रोसेस में अनुपम यूनिकunique है कोई दूसरा व्यक्ति पाइथन प्रोग्राम रन कर रहा होगा और उसके लिए कोई दूसरी प्रोसेस बनेगी यह सिस्टम का किसी समय का स्नैपशॉट हो सकता है और यह कुछ प्रोसेस है जो उस समय क्रिएट हो चुकी है सामान्य तौर पर जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस क्रिएट करती है तो इनमें पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है जो क्रिएट करता है उसे पैरंट कहा जाता है और नई बनी हुई प्रोसेस को चाइल्ड कहा जाता है जैसे मैंने कहा था एक प्रोसेस को प्रोसेस आईडेंटिफायर या पीआईडी से पहचाना और संचालित किया जाता है और यह सिर्फ प्रोसेस टेबल का इंडेक्स है यह कॉलम जिससे मैंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया है इसे होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह केवल इस प्रोसेस टेबल के इंडेक्स की तरह कार्य कर रहा है हम केवल इस कॉलम से भी काम चला सकते हैं और इस पहले कॉलम के यहां होने की कोई आवश्यकता नहीं है यूनिक्स प्रोसेस का एक पेड़ सा होता है जो कुछ इस तरह दिखता है ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह के पेड़ जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ताकि पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सके प्रोसेस के क्रिएशन के लिए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जैसे कि पैरंट और चाइल्ड के बीच में संसाधनों का बंटवारा कैसे होता है जैसे की हम प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि जब यह सिस्टम में होती हैं तो उनके पास कोड डाटा और स्टैक जैसे अंश होते हैं कोड वाले हिस्से में प्रोसेस का कोड होगा डाटा सेगमेंट में ग्लोबल वेरिएबल होंगे और स्टैक सेगमेंट में प्रोसीड्यूर कॉल और लोकल वेरिएबल होंगे एक प्रोसेस के लिए यह तीन मेमोरी खंड होते हैं और प्रोसेस टेबल से आप समझ सकते हो कि किसी प्रोसेस ने कुछ फाइल खोली होंगी और यह कुछ संसाधन इस्तेमाल कर रही हो यह सभी प्रोसेस का हिस्सा है और इन्हें रिसोर्स कहा जाता है जैसे कि पेरेंट्स प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को बनाया है तो मेरे पास चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर मैं कहूं कि यह स्ट्रक्चर पेरेंट प्रोसेस के लिए है तब मेरे पास चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट होने चाहिए यह शेयरिंग कैसे की जाएगी इसके अलग अलग विकल्प हो सकते हैं पहला विकल्प यह है कि पैरंट और चिल्ड्रन सारे रिसोर्स को शेयर करें परिणाम स्वरूप यह सारे रिसोर्स एक परिवार की तरह आपस में शेयर करेंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि यह रिसोर्स एक परिवार को आवंटित किए गए हैं दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि चिल्ड्रन पेरेंट्स के रिसोर्स का एक सबसेट आपस में शेयर करें इसके अनुसार केवल कुछ रिसोर्स ही पेरेंट चिल्ड्रन के साथ शेयर करेंगे तीसरा और सबसे कठोर विकल्प यह है कि पैरेंट और चाइल्ड कोई भी रिसोर्स शेयर ना करें हालांकि यहां पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप है परंतु यह दोनों ही स्वतंत्र प्रोसेस होंगी और संसाधनों में कोई साझेदारी नहीं होगी अब इनमें से कौन सा सही है यह वाद विवाद का प्रश्न है विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जरूरतों के हिसाब से पैरंट और चाइल्ड प्रोसेस के बीच इस शेयरिंग की डिग्री को अलग अलग रखते हैं अगर हम एग्जीक्यूशन के विकल्पों की बात करें तो एक विकल्प सामने यह आता है कि पैरंट और चाइल्ड दोनों साथ साथ एग्जीक्यूट हों यहां पर यह दोनों समानांतर प्रोसेस हैं दोनों क्रिएट की गई हैं और दोनों ही एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं अगर आपके पास एक यूनिप्रोसेसर सिस्टम है तो शेड्यूलर इन में से किसी एक को चुनेगा और वह प्रोसेस आगे बढ़ेगी अगर मल्टिप्रोसेसर सिस्टम है तब हो सकता है की पैरेंट और चाइल्ड दोनों को अलग अलग प्रोसेसर में डाल दिया जाए और वह साथ साथ रन करें परंतु जब हम यह कहते हैं कि यह दोनों साथ साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं तब हम इन दोनों पैरंट और चाइल्ड के बीच में यह अंतर नहीं करते कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा चाहे पहले पैरंट एग्जीक्यूट हो या चाइल्ड हो या इनका इंटरमिक्स हो या फिर दोनों साथ साथ हों ऐसे कई सारे विकल्प हमारे पास मौजूद है दूसरा विकल्प यह है कि पैरंट चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का इंतजार करें पैरंट ने ही कई सारी चिल्ड्रन प्रोसेस स्पॉन या उत्पन्न की हैं और स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक चिल्ड्रन प्रोसेस कोई विशिष्ट कार्य करेगी यहां पर पेरेंट को आगे बढ़ने के लिए चिल्ड्रन के पूर्ण होने का इंतजार करना होगा फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि कौन सा विकल्प चुना जाए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से अलग अलग विकल्प चुन सकते हैं अगर ऐड्रेस स्पेस की बात करें तो चाइल्ड पैरेंट के ऐड्रेस स्पेस का डुप्लीकेट होता है एड्रेस स्पेस मूलतः कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट का बना होता है यह वास्तव में एड्रेस की एक रेंज होती है जो कि प्रोसेस द्वारा एक्सेस की जाती है अगर एक चाइल्ड एड्रेस का डुप्लीकेट पाता है तो यह एक विकल्प हो सकता है दूसरा विकल्प यह है कि चाइल्ड खुद एक प्रोग्राम ऐड्रेस स्पेस में लोड करें पहले वाले विकल्प में जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है तो इसे पैरेंट के कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट की कॉपी मिलती है यह एक प्रकार का ऑपरेशन है और यह एक कॉपी है इस तरह इन दोनों के एनवायरमेंट एकदम एक जैसे होते हैं दूसरा विकल्प यह है कि जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो तभी हमने उस चाइल्ड प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले प्रोग्राम का नाम ले लिया परिणाम स्वरुप यह चाइल्ड प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज से वह प्रोग्राम लोड करती है और इस प्रकार इसका कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट पैरेंट प्रोसेस से बिल्कुल अलग होता है यह दोनों ही विकल्प संभव है उदाहरण के लिए अगर किसी यूज़र ने लॉगिन किया तो एक शैल प्रोसेस बनती है जो यूजर से कमेंट लेती है और उन्हें एक एक कर एग्जीक्यूट करती है अब यह शैल प्रोसेस कैसे ऑपरेट करती है यह यूजर से लिए हुए कमांड जैसे कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2 पर एक प्रोसेस क्रिएट करती है इस प्रकार यह चाइल्ड बना जो कि शैल नहीं है और यह कमांडCP को एग्जीक्यूट करेगा अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक स्लैश बिन डायरेक्टरी होती है और एक सीपी फाइल यहां पर है यह इस फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज से इस चाइल्ड प्रोसेस के कोड स्पेस में कॉपी करेगा और वहां पर फाइल 1 और फाइल 2 इस प्रोग्राम में अरगुमेंट की तरह पास किए जाएंगे और यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इस मामले में हम दूसरे विकल्प को चुन रहे हैं जहां पर चाइल्ड प्रोग्राम लोड हो रहा है जो पैरंट प्रोसेस से बिल्कुल ही अलग है हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस बात पर और गहराई से अध्ययन करेंगे कि यह सिस्टम कैसे प्रोसेस बना रहा है और यह कैसे काम कर रही हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहली सिस्टम कॉल हमारे पास होती है वह है फोर्क सिस्टम कॉल जो कि नयी चिल्ड्रन प्रोसेस बना सकती है मान लीजिये कि मेरे पास एक प्रोसेस P है और यह प्रोसेस कोड P से एक फोर्क इंस्ट्रक्शन एग्जिक्यूट करती है यहां पर यह फोर्क स्टेटमेंट है यह फोर्क एक नयी प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है यह प्रोसेस क्रिएट की गई है और पैरंट प्रोसेस यहां से आगे बढ़ जाती है इस प्रकार इस जगह से दो प्रोसेस हो जाती हैं फोर्क करने की वजह से हमारे पास अब दो प्रोसेस हो जाती हैं इस P से दूसरी चाइल्ड प्रोसेस C बनी अब यहां से यह चाइल्ड प्रोसेस भी फोर्क होकर एक दूसरी चाइल्ड प्रोसेस C1 बना सकती है या फिर यह P भी दोबारा से फोर्क होकर एक दूसरा चाइल्ड बना सकती है जब भी फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की जाएगी नई प्रोसेस बनेंगी और यह सब होने पर भी इन दोनों प्रोसेस के बीच पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहेगा यह नई बनी हुई चाइल्ड प्रोसेस एक एक्सेक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करके मेमोरी स्पेस में एक नया प्रोग्राम रख सकती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब फोर्क एग्जीक्यूट होता है तो नई प्रोसेस बनती है और यह प्रोसेस कोड डाटा और स्टैक सेग्मेंट अपने पेरेंट्स प्रोसेस से शेयर करती है इसके उपरांत अगर यह सिस्टम कॉल एग्जैक करें तो इससे कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट ओवरराइट हो जाते हैं परिणाम स्वरुप अब यह एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकती है मैं इस उदाहरण के फ्लो को और विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं वह यह है कि पेरेंट के पास अपना कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट है पैरंट प्रोसेस ने एक फोर्क स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जिससे चाइल्ड प्रोसेस बनी इस प्रोसेस के पास अपना कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट होना चाहिए जोकि पैरंट प्रोसेस की कॉपी होगा इस प्रकार यह एक कॉपी है यह भी एक कॉपी हैं और यह सब कॉपी है हालांकि यह कोड वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसा ही है हम इसे कॉपी नहीं करते क्योंकि इसे कॉपी करने का कोई अर्थ नहीं क्योंकि यह कोड केवल रीड ओनली सेगमेंट है अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और प्रोसेस में फोर्क डालता हूं और उसके बाद में एक प्रिंट इफ हेलो स्टेटमेंट डाल रहा हूं इस प्रोग्राम को रन करते हुए जब फोर्क कॉल किया जाएगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी पेरेंट प्रोसेस पहले से मौजूद है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी और यह दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र प्रोसेस होंगी शेड्यूलर भी इन दोनों को स्वतंत्र रूप से शेड्यूल करेगा जब शेड्यूलर पैरंट प्रोसेस को शेड्यूल करता है तो फोर्क स्टेटमेंट के बाद अगला स्टेटमेंट प्रिंट इफ है यह स्क्रीन में हेलो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा इसके बाद यह पैरंट प्रोसेस कुछ और भी करेगी जो यहां हमने दर्शाया नहीं है और इसका टाइम स्लाइस खत्म होने पर यह या तो समाप्त हो जाएगी या सीपीयू से बाहर कर दी जाएगी चाइल्ड प्रोसेस भी इस जगह से एग्जीक्यूट होना शुरू होगी क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यह दोनों प्रोसेस सारे रिसोर्स शेयर कर रहे हैं इसलिए पैरेंट प्रोसेस की प्रोग्राम काउंटर वैल्यू भी चाइल्ड प्रोसेस की प्रोग्राम काउंटर वैल्यू में कॉपी हो जाएगी चाइल्ड प्रोसेस भी इस जगह से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा और फिर इनको कोड भी एक जैसे हैं तो इसे भी यही कोड मिलेगा और यह भी प्रिंट इफ एग्जीक्यूट करेगा और हेलो प्रिंट करेगा इस प्रकार यह प्रोग्राम दो बार हेलो प्रिंट करेगा एक बार पैरंट प्रोसेस से और दूसरी बार चाइल्ड प्रोसेस से यह तब हो रहा है जब पेरेंट्स और चाइल्ड के कोड सेगमेंट एक जैसे हैं कई बार ऐसा होता है कि फोर्क एग्जीक्यूट होने के बाद चाइल्ड प्रोसेस में हम एक एग्जैक स्टेटमेंट डाल देते हैं इससे यह एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है यहां पर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो यहां फाइल टु एग्जीक्यूट लिखा जा सकता है ऐसा करने के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ax2 bx c के रूट ढूंढने के लिए एक चाइल्ड प्रोसेस बना सकते हो इस दशा में मैं इस प्रोग्राम का नाम फाइंड रूट्स रख देता हूं तो मैं क्या करूंगा एग्जैक सिस्टम कॉल में मैं ऐसा कुछ लिखूंगा जैसे एक्ज़ेक फिर मैं इस फाइल का नाम फाइंड रूट और कुछ और पैरामीटर दूंगा आप यूनिक्स के मैनुअल में देखकर यह जान सकते हैं कि इस जगह पर हमें कौन से पैरामीटर देने चाहिए यहां पर पूरा सेगमेंट जो हमारे पास चाइल्ड C के लिए था वह इस एग्जैक से ओवरराइट कर दिया जाएगा यह फाइंड रूट्स डिस्क से कॉपी कर लिया जाएगा और यहां पर ओवरराइट कर दिया जाएगा पैरेंट और चाइल्ड प्रोसेस अब दो अलग अलग कोड एग्जीक्यूट करेंगे और हेलो केवल एक बार पैरेंट प्रोसेस द्वारा प्रिंट किया जाएगा चाइल्ड हेलो प्रिंट करने की बजाय ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करेगा जैसे ए बी और सी की वैल्यू डालिए वैल्यू मिलने पर यह उन्हें रीड करेगा और फिर रूट को R1 और R2 की वैल्यू दिखाकर प्रिंट करेगा कुछ समय पश्चात चाइल्ड प्रोसेस या तो सामान्य तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी या फिर यह एग्जिस्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर या एग्जिस्ट सिस्टम कॉल कर टर्मिनेट होगी इसके टर्मिनेट होने के पश्चात दो परिस्थितियां हो सकती हैं जैसे पेरेंट जिसने चाइल्ड को क्रिएट किया था वह इस चाइल्ड प्रोसेस के पूर्ण होने का इंतजार कर रहा होगा अगर यह वेट सिस्टम कॉल करता है तो यह इंतजार कर रहा होगा और पैरंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस के पूर्ण होने तक उस जगह पर ब्लॉक हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो यह पेरेंट तब तक इंतजार करेगा जब तक चाइल्ड प्रोसेस यह पूरा ऑपरेशन ना कर ले ऑपरेशन पूरा होने के बाद चाइल्ड प्रोसेस एक इवेंट नोटिफिकेशन कि चाइल्ड प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है पैरंट प्रोसेस के लिए भेजेगी और तब यह अपना ऑपरेशन वापस शुरू करेगा शायद यह पैरेंट प्रोसेस इंतजार करे या अगर यह वेट कॉल ना हो तो फोर्क कॉल के बाद पेरेंट को इंतजार नहीं करना पड़ेगा परिणाम स्वरूप पैरंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस के पूर्ण होने का इंतजार नहीं करेगी और यह भी साथ साथ एग्जीक्यूट होगी फोर्क सिस्टम कॉल के बाद जो भी इसमें स्टेटमेंट होंगे यह उनके अनुसार आगे बढ़ेगी और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक नहीं करेगा इस प्रकार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फोर्क और एग्जैक सिस्टम कॉल से प्रोसेस का क्रिएशन और एग्जीक्यूशन किया जाता है आगे चलकर हम अधिक विस्तार से इन उदाहरणों को देखेंगे यह C प्रोग्राम ऐसा एक प्रोग्राम है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्रिएट करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास यह पीआईडीटी pidt है जो इस पीआईडी वेरिएबल का डाटा टाइप है इसे जानने के लिए आप सिस्टम प्रोग्राम के हेडर फाइल्स में देख सकते हैं यह किसी भी प्रोसेस ब्लॉक की पीआईडी की जानकारी पीआईडीटी डाटा टाइप में कैप्चर करता है इस प्रोसेस का पहला स्टेटमेंट फोर्क को एग्जिक्यूट कर रहा है जब यह फोर्क एग्जीक्यूट होता है तो यहां पर तीन परिस्थितियां हो सकती हैं जब भी आप यूनिक्स में सिस्टम कॉल करते हैं तो इसकी एक रिटर्न वैल्यू भी होती है इस रिटर्न वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम कॉल सफल हुई या नहीं जब सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है और वह सफल हो तब यह 0 या उससे बड़ी कोई वैल्यू रिटर्न करता है अगर रिटर्न वैल्यू 0 से कम हो उसका मतलब है कि कहीं प्रोसेस के क्रिएशन में कुछ दिक्कत है जैसे प्रोसेस टेबल भर गई हो या ऐसा ही कुछ और इस वजह से यह प्रोसेस बन नहीं पा रही अर्थात पीआईडी के शून्य से कम होने का मतलब है कि कोई गलती हुई है इसलिए स्टैण्डर्ड एरर आउटपुट में हम कहते हैं कि फोर्क फेल हो गया और प्रोग्राम से बाहर जाते हैं अगर कॉल सफल हुई तो यह दो अलग अलग प्रोग्राम के लिए दो वैल्यू रिटर्न करेगा जैसा कि मैंने पहले कहा पैरंट प्रोसेस ने फोर्क को एग्जीक्यूट किया जिसकी वजह से चाइल्ड प्रोसेस बनी अब फोर्क सिस्टम कॉल इन दो प्रोसेस को दो वैल्यू रिटर्न करता है यह चाइल्ड का pid पैरंट को देता है इसलिए यह नई बनी हुई चाइल्ड प्रोसेस का पीआईडी यहां देता है और चाइल्ड को जीरो रिटर्न करता है तो आप देखिए कि अगर फोर्क सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाए तो यह दोनों पैरेंट और चाइल्ड इस स्थान पर आ जाएंगे अब यहां पैरंट प्रोसेस की pid वैल्यू जीरो है या नहीं यह चेक करेगा क्योंकि यह रिटर्न वैल्यू चाइल्ड की पीआईडी है जो कि जीरो नहीं है इसलिए यह इस चेक को सफल नहीं मानेगा जबकि चाइल्ड प्रोसेस की रिटर्न वैल्यू जीरो है तो इसका चेक सफल माना जाएगा इसलिए चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तब पैरंट प्रोसेस के लिए जो इफ स्टेटमेंट का हिस्सा है उसका क्या होगा पैरंट को फोर्क की रिटर्न वैल्यू ऐसी मिलती है जो कि 0 नहीं है इसलिए यह चेक फॉल्स होगा यह इस बिंदु तक आएगा और पेरेंट इस वेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा अब यह चाइल्ड के पूर्ण होने का वेट कर रहा है अगर यह वेट स्टेटमेंट यहां नहीं होता तो पैरेंट तुरंत इस स्टेटमेंट पर आ जाता और यह चाइल्ड कंप्लीट को प्रिंट करता और बाहर आ जाता चाइल्ड प्रोसेस एक सिस्टम कॉल execlp करती है जो कि exec का ही एक रूपांतरण है इस exec के और भी कई रूप हैं और सबसे ज्यादा मिलने वाला वैरिएंट execv है C के कुछ निश्चित पैरामीटर हैं और इस exec के भी कुछ वैरीअंट हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है और execlp भी उनमें से एक है यहां पर हमें साथ में उस फाइल का भी जिक्र करना पड़ेगा जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं यह वह फाइल है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है और यह भाग पहला पैरामीटर है जो हमें फाइल का पता लगाने का रास्ता दिखाता है यह binls कहता है कि आप स्लैश बिन डायरेक्टरी में देखिए वहां आपको फाइल मिलेगी आदेश का दूसरा भाग ls का एग्जीक्यूशन किया जाएगा उसके बाद हम एक नल भेज रहे हैं इसका अर्थ है कि अब हम ls आदेश को और अधिक संदेश भेजने में के इच्छुक नहीं है ls कमांड ऐसे बहुत सारे अरगुमेंट एक्सेप्ट करता है यह उस फाइल को लिस्ट करता है जो हमारी खास डायरेक्टरी में है यह उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है एलएस में और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के अरगुमेंट होते हैं जिनका जिक्र हम यहां नहीं कर रहे इसे execlp सिस्टम कॉल पर पास कर दिया जाता है एक बार जब चाइल्ड प्रोसेस बन जाती है तब execlp को एग्जीक्यूट किया जाता है इसके कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट binls से मिली फाइल के कंटेंट से रिप्लेस कर दिए जाएंगे उसके बाद यह इसे प्रिंट कर रहा होगा और यह कमांड एग्जीक्यूट करेगा जब यह कमांड सफल हो जाए तब चाइल्ड के पास कुछ और करने के लिए नहीं होगा और यह टर्मिनेट हो जाएगा जब यह टर्मिनेट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम पैरंट को बताएगा चाइल्ड पूर्ण हो गया है चाइल्ड के ओवर होने पर यह प्रिंट करेगा कि चाइल्ड इज़ कंप्लीट इस तरह हम execlp सिस्टम कॉल का प्रयोग कर अलग अलग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम कुछ ऐसे ही और साधारण उदाहरण ले सकते हैं जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं अगर मैं कहूं कि फोर्क शून्य के बराबर है इसका अर्थ होगा कि यह प्रोसेस चाइल्ड है अगर ऐसा नहीं है तो यह एक पेरेंट प्रोसेस होगी यह फोर्क 0 बहुत सरल सा कोड है जो कि पैरंट और चाइल्ड को अलग अलग दिखा सकता है यह प्रिंट चाइल्ड प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट होगा और यह प्रिंट करेगा चाइल्ड और यह पैरेंट प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट होगा और यह प्रिंट करेगा पेरेंट अगर हम यहां वैरीअंट की बात करें जैसे मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं और मैं लिखूं प्रिंट हेलो उसके बाद मेरे पास एक फोर्क स्टेटमेंट है और यह यहां पर समाप्त होता है इस प्रोग्राम में आप देखेंगे चाइल्ड प्रोसेस के बनने से पहले पैरेंट प्रोसेस हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा और उसके बाद यह फोर्क होगा और एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा परंतु इस चाइल्ड प्रोसेस के पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं होगा इसलिए यह तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी और फिर पैरंट भी टर्मिनेट हो जाएगा मान लीजिए अगर यह स्लैश करैक्टर यहां नहीं होता तो क्या होता मेरे पास यह स्लैश यहां पर नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जब भी कोई चीज प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है तो यह सीधे प्रिंटर पर नहीं जाती बल्कि इसे मेमोरी बफर में रखा जाता है इसलिए प्रत्येक प्रोसेस को बफर स्पेस आवंटित किया जाता है जोकि प्रिंटर या फाइल की एक्सेस के लिए बफर का कार्य करता है जब यह हेलो एग्जीक्यूट होता है उस समय वास्तव में यह हेलो बफर में स्टोर किया जाता है यह तब तक सीधे आउटपुट पर नहीं जाता जब तक कि आपके पास अंत में यह स्लैश करैक्टर ना हो यह आउटपुट पर फ़्लैश नहीं होता इसलिए यह इसी बफर में रहेगा इस परिस्थिति में जब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब जो कुछ भी बफर में हो वह सब फ्लैश आउट होगा जब पैरंट प्रोसेस टर्मिनेट होगी तब हमें हेलो आउटपुट मिलेगा यह हेलो फ्लैश ऑफ होगा और उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस में भी इस बफर की एक कॉपी होगी क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस पैरंट प्रोसेस का कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट कॉपी करता है इस प्रकार यह स्टैक बफर भी फ्लैशऑउट होगा और परिणाम स्वरुप हमें दो बार हेलो मिलेगा यद्यपि आपने यह हेलो फोर्क के पहले दे दिया था पर क्योंकि हेलो बफर फ्लैशऑउट नहीं हुआ था इसलिए फोर्क के एग्जीक्यूट होने के बाद यह फ्लैश होगा और इस वजह से आपको हेलो दो बार मिलेगा इस प्रकार आपको अलग अलग तरह की घटनाएं मिलेंगी और तरह तरह के आउटपुट मिलेंगे आपको उन्हें ठीक करने के लिए इस फोर्क को प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा